तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं यह एक अमीनो एसिड सीक्वेंस किसी विशेष प्रोटीन के लिए है आप यहां रेड फोंट देख रहे हैं यह भाग क्या है छात्र हाइड्रोफोबिक तो यह पूर्ण रूप से हाइड्रोफोबिक है यदि आप यहां रेसिड्यू देखें तो यह अधिकतर alanine valinephenylalanine isoleucine औरइसी तरह से है इस केस में यह प्रोटीन मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज दिखा रहा है तो यदि आपके पास दूसरा सीक्वेंस हो जैसे यह दूसरा सीक्वेंस5CRO है तो यदि आप इस सीक्वेंस को देखें तो यह छोटा सीक्वेंस है इसमें कुछ रेसिड्यूज पहले से डोमिनेंट होंगे यह कौन से हैं छात्र धनात्मक या पॉजिटिवली चार्ज यह कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेसिड्यू यह सीक्वेंस में पॉजिटिव है आपके पास दूसरे रेसिड्यू सीक्वेंस भी है यहां आप देखेंगे की SERINE की आवृत्ति ज्यादा है इसके रेसिड्यू कई है अतः जब आप लिटरेचर में देखेंगे तो अलग अलग प्रोटीन के फंक्शन देखने पर आप यह अंदाज लगा सकते हैं की पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है इस केस में यह प्रोटीन नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा आप इस मॉलिक्यूल को ज्यादा नेगेटिव चार्ज मानते हैं छात्र मुख्य रूप सेDNA इसमें एक फास्फेट रूप होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है तो इस केस में इसके विपरीत पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू की आवश्यकता होगी तो यह प्रोटीन की डीएनए के साथ इंटरेक्ट करने की प्रवर्ती ज्यादा होगी 5CRO क्रो रिफ्रेसर होता हैयह डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है यहां आप हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज स्ट्रक्चर देख सकते हैं यह मुख्य रूप से मेंब्रेन पर होते हैं तो इस केस में यह मेंब्रेन प्रोटीन है क्योंकि यहm chain का फोटोसिंथेटिक सेंटर है इसमें बहुत सारे ट्रांस मेंब्रेन सेगमेंट है यह एक सेगमेंट है यहां आप एक एग्जांपल देखें यहां पर बीटा बैरल प्रोटीन का एक सीक्वेंस है बीटा बैरल प्रोटीन में SERINE रेसिड्यू डोमिनेंट होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर स्टेबिलिटी देता है साथ ही इसके फंक्शन को भी निर्धारित करता है अब प्रश्न यह है कि यदि3 सीक्वेंसेस लिए जाएं तो क्या यह पॉसिबल है कीA कोB से डिस्क्रिमिनेट किया जाए यह Cके टाइप का है याBके टाइप का तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स है जो हमने डिस्कस किए यह कौन कौन से हैं छात्र कंपोजीशन कंपोजीशन आवृत्ति मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफोबिसिटी और दूसरे एमिनो एसिड के गुण उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास दो प्रोटीन ग्रुप हैA औरB यदि मैं आपको एक नया प्रोटीन दूँ तो क्या आप बता सकते हैं की यह ग्रुपA याB मैं आएगा तो मैं दो ग्रुप A औरB ले रहा हूं उदाहरण के तौर पर मैंने सभी प्रोटीन को यूनीप्रोतमैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में डाला है अब हम यहां तभी सीक्वेंसेस के लिए कंपोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहां आप n को N से कैलकुलेट करते हैं आप सभी रेसिड्यूज को लेकर प्रत्येक रेसिड्यू को काउंट कर इन्हेंN सेnormalize कर लेते हैं अब आपको कंपोजीशन प्राप्त हो जाता है यह ग्रुप ए और यह ग्रुप Bहै आप सभी 20 अलग अलग रेसिड्यूज के कंपोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं यहां10 रेसिड्यूज और10 रेसिड्यूज यहां और जब हम 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आप alanine या group A ले और वैल्यू 847 हो तथा ग्रुपB की वैल्यू 895 हो अब आप डेविएशन देखें तो यह लगभग बराबर होगा हम औसत वैल्यू लेंगे किंतु यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसीडर करें तो यह प्लस या माइनस01 या2 होगा तो इस केस में आप समान नंबर प्राप्त करेंगे उदाहरण के तौर पर एस्पार्टिक एसिड यहां पर5 97 और यहां5 91 है यहां पर अंतर केवल0 06 हैकिंतु कुछ रेसिड्यूज यदि आप डिटेल में देखें बहुत अंतर प्रदर्शित करते हैं उदाहरण के तौर पर यदि हम सिस्टीन देखें यह 1 39 है किन्तु इस केस में 0 47 है है इस तरह दो से तीन गुना अंतर है इसी तरह ग्लूटामिक एसिड 0 5 1 4 हिस्टीडीन 1 25 232 मैं आपको कुछ और डाटा बताता हूं यह दूसरा रेसिड्यू है यहां पर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं ग्रुप बी मैं यह 8 05 और ग्रुप ए ए मैं यह 5 9 है यह 69 है है तो कुछ रेसिड्यूज जो दोनों केस में एक समान है और कुछ सिग्निफिकेंटली अलग है तो तो हम रेसिड्यू को एक गुण पैरामीटर या लक्षण के रूप में अंतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ग्रुपA और ग्रुपB तो तो इसे कैसे करेंगे पहले हम महत्वपूर्ण रेसिड्यूज देखेंगे और कुछ रेसिड्यूज जैसे यह0 के क्लोज है यह A कंपोजीशन का अंतर है मैं यहां A B कैलकुलेट करूंगा comp compतो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी तो यदि हम कुछ केसेस ले जैसे कुछ केस बहुत ज्यादा फिर कुछ0 से कम कुछ 0 से ज्यादाहै तो यदि आप इन डिफरेंट रेसिड्यूज को देखें मैंने यहां कुछ ग्रुप्स बनाए हैं यह एलिफेटिक और यह एरोमेटिक है मेरे पास सल्फर कंटेनिंग रेसिड्यूज है और पोलर रेसिड्यूज तथा चार्ज भी है और हम कुछ पेटर्न्स देख सकते हैं जैसे पोलर रेसिड्यू सभी पोलर रेसिड्यू जो ग्रुप B में विशेष रुप से हैं माइनस में है ग्रुपA मैं सल्फर कंटेनिंग रेसिड्यू डोमिनेंट है यहां आप कुछ केस में ग्रुप ए में चार्ज रेसिड्यू देख सकते हैं तो इस केस में आप यह संबंध देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ग्रुप ए में कुछ रेसिड्यूज डोमिनेंट है और ग्रुप बी में कुछ रेसिड्यूज डोमिनेंट है वास्तव में हमें पता है कि कौन सा ग्रुप ए और कौन सा B है हमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन भी पता है तो अब हम इन रेसिड्यूज की आवृत्ति और महत्व को बता सकते हैं इसका उपयोग कर हम अंतर बता सकते हैं तो यदि आप इन रेसिड्यू को लेंऔर इन रेसिड्यूज का कांबिनेशन ले तो हम प्रोटीन ग्रुपA औरB का अंतर बता सकते हैं इसे कैसे करेंगे बहुत ही साधारण एल्गोरिदम इसके लिए उपयोग होगा किंतु उत्तम रिजल्ट के लिए एल्गोरिदम को कॉम्प्लिकेट करते हैं हम ग्रुप ए और बी से सेट ऑफ प्रोटीन लेंगे अब ग्रुपबी से सभी प्रोटीन लेकर तुलना करेंगे इस तरह आपके पास वैल्यू के दो सेट उपलब्ध होंगे एक डाटा ए से और दूसरा बी से अब हम नया प्रोटीनX लेंगे हमें यह पता नहीं है कि यह ग्रुप A या B इसमें होगा इस प्रोटीन का कंपैरिजन करते हैं तो हमें 20 नंबर प्राप्त होता है यहां हमारे पास1 से 20 तक नंबर है और बी कंपोजीशन भी1 से20 तक है प्रोटीनX भी 1 से20 तक है अब हम प्रत्येक कंपोजीशन लेंगे उदाहरण के तौर परADC या 20 रेसिड्यू अब डिफरेंस देखते हैं comp comp से हमें अंतर प्राप्त हो जाता है यह 20 रेसिड्यू के लिए किया जाता हैअब समेशन लेते हैंi बराबर 1 से20 तो अंत में हमें नंबर प्राप्त हो जाता है यहσ है ग्रुप A प्रोटीन से डेविएशन कंपेयर करते हैं यह प्रक्रिया ग्रुप बी के साथ ही की जाती है अब सभी 20 रेसिड्यू के लिए यह प्रक्रिया की जाती है तो अब डिफरेंस लेते हैं टोटल डिफरेन्स σ होगा तो comp से σ आप comp से σ प्राप्त होगा अब इन लोगों कंपेयर करने पर कौन सा कम डेविएशन प्रदर्शित करता है B डेविएशन शो कर रहा है तो प्रोटीन X बी ग्रुप में होगा और यदि A कम है तो प्रोटीनX ग्रुप ए में होगा तो यहां हम डेविएशन कंपेयर करेंगे हम कुछ एरर फंक्शन को को भी अप्लाई करते हैं δ जैसे 01 या 02 0 3 इसी तरह से आप परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस को समझते कैसे हैं यह मैं आपको बाद में समझा लूंगा परफॉर्मेंस को एसेस कई तरीके हैं जैसे सेंसटिविटी विशिष्टता और एक्यूरेसी तो आप इसδ को ऐड करके100 प्रोटींस के सेट देख सकते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन को चेक कर सकते हैं और एरर फंक्शन देख सकते हैं इस विधि के द्वारा कंपोजीशन और डेविएशन प्राप्त हो जाता है डेविएशन के अलावा आप दूसरे मेसर भी ले सकते हैं जैसे कॉरिलेशन हम 20 नंबर लेते हैं आप को रिलेशनA औरB के लिए भी जान सकते हैं और इनमें से किस को सेलेक्ट करना है देख सकते हैं अब हम किसे सीलेक्ट करेंगे A मैं क्या को रिलेशन होगा छात्र कम यदि ए के साथ को रिलेशन0 9 औरr 0 7 बी के लिए प्राप्त हुआ तो प्रोटीन किस में आएगा छात्र A तो आप कॉरिलेशन डेविएशनएरर फंक्शन आदि का उपयोग कर सकते हैं यहां हम सभी 20 रेसिड्यू का कंपोजीशन उपयोग करेंगे यदि हम फिगर देखें तो सभी 20 रेसिड्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि कुछ रेसिड्यू मैं अंतर सिग्निफिकेंट होता है अब आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाले रेसिड्यूज ए और बी के बीच में देखेंगे जिनके द्वारा हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं दूसरी बात यदि आप दूसरी विधि विकसित करते हैं तो यह आवश्यक है की पैरामीटर के नंबर प्रॉपर्टी के नंबर को कम किया जाए सभी 20 के परफॉर्मेंस की जगह10 के परफॉर्मेंस देखे जाएं यहां मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहां 2 प्रोटीन है एक ग्रुप B है और दूसरा ग्रुप A है तो हमारे पास सीक्वेंस है अब हम क्या करेंगे हम कंपोजीशन आवृत्ति देखेंगे यहां यहN है आप यहां कंपोजीशन कैलकुलेट करेंगे यह आप ग्लोब्यूलर प्रोटीन या ग्रुप ए या ग्रुप बी के लिए करेंगे आप यहां पर ग्रुप ए और ग्रुप बी का कंपोजीशन देख सकते हैं अब आप इसे प्राप्त कर वैल्यू को इससे घटाएंगे तो यहσ σ and σ होगा यह सभी रेसिड्यू के लिए करेंगे और इन्हें जोड़ लेंगे यह 34 और39 है स्मॉल वैल्यू ग्रुप ए को बिलॉन्ग करती है ग्रुप बी के लिए N को कैलकुलेट करते हैं यहां हम देखेंगे यहA यहB है डेविएशन देखेंगे अब ओरिजिनल वैल्यू देखें यह कंपोजीशन और सब्ट्रैक्ट प्रत्येक20 रेसिड्यू क्या देखेंगे चाहे A या B ग्रुप हो 847यहां है आप देख सकते हैं831 यहां है दोनों के बीचo16 का अंतर है या दूसरे केस में064 का अंतर है इसी तरह से आप आप अंतर देख सकते हैं यदि आप यहां serine देख रहे हैं तो यहां 846 है यदि आपA देखें तो यहां594 औरB80 5यहां पर अंतर 252 का है और B मैं यह041 का है अब समेशन लेते हैं यह23 है यहB है यहां B स्माल है तोB स्मॉल है तो इसे ग्रुप B की तरह आईडेंटिफाई किया जाएगा यह सिंपल एल्गोरिदम है इसे रिफाइन करेंगे इसमें दूसरे फैक्टर जोड़करपरफॉर्मेंस और वैलिडेटिंग को निकालते हैं किन्तु सिंपल एल्गोरिदम या सिंपल फीचर सीक्वेंस से प्राप्त होते हैं आप प्रोटीन को अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन के द्वारा क्लासिफाई कर सकते हैं तो एक बार यह कर लेने से हम बहुत सारी ऑनलाइन मेथड का उपयोग कर सकते हैं तो यहां बहुत सारी विधियां हैं जिससे आप प्रोटीन ग्रुप A औरB को अंतर कर सकते हैं तो यदि आप कंपोजीशन के साथ जाए आप सीक्वेंस देंगे और यहां क्लिक करेंगे तो यहां आपको सीक्वेंस ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगे अब आप आवृत्ति कैलकुलेट करेंगे हम कंपोजीशन प्राप्त कर सकते हैं इस कंपोजीशन से हमेंσऔर σ प्राप्त हो जाएगा अब इस नंबर से हम यह देख पा रहे हैं कि यह ग्रुपB बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन का है तो यदि आप इसे देखें तो आपको बहुत का अंतर दिख रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे रेसिड्यूज जुड़े हैं किंतु यदि आप इसी विशेष रेसिड्यू के लिए यह डेटा उपयोग करें तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी तो यह डाटा है हमारे पास अल्फा और बीटा का कंपोजीशन है हमारे पास दो वैल्यू है अल्फा कंपोजिशन और बीटा कंपोजिशन तो अब हमारे पास एक प्रश्न है मैं यहां एक सीक्वेंस दे रहा हूं मुझे यह पता करना है कि यह अल्फा या बीटा किसको बिलॉन्ग करता है अब हम इसे कैसे करेंगे छात्र कंपोजीशन सही पहले हम सीक्वेंस का उपयोग करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे छात्र कंपोजीशन यह कंपोजीशन है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहां D s का नंबर लेंगे और रेसिड्यू के नंबर से नॉर्मलआईज़ करेंगे यह सेम ऑर्डर के लिए हो सकता है हमGAV देख रहे हैं अब हम क्या करेंगे इस नंबर को लेकर सबट्रैक्ट करेंगे इसअल्फा नंबर से हम सभी रेसिड्यूज को जोड़ लेंगे हमें20 नंबर प्राप्त होगा अब हम एब्सलूट वैल्यू लेंगे और जोड़ देंगे अब हमें यह नंबर प्राप्त हो जाएगा अब नेक्स्ट एप क्या है छात्र इसे पुनः करेंगे यह प्रक्रिया बीटा के लिए करते हैं इसमें भी सभी 20 रेसिड्यूज लेंगे अब अगला स्टेप क्या है हम इसे कंपेयर करेंगे और यह देखेंगे की अल्फा और बीटा वैसे कौन कम है जो कम होगा जिसका डेविएशन कम होगा अर्थात वह पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए बायस होगा अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहां हम एक्सरसाइज करते हैं तो यहां पर आपको लॉन्ग सीक्वेंस और यह स्मॉल सीक्वेंस दिख रहे हैं इन्हें आपकी आसानी से काउंट कर अपना कोड लिख सकते हैं आप एल्गोरिदम के द्वारा कैलकुलेट कर कंपोजीशन देख सकते हैं तो यह 20 रेसिड्यूज का रिजल्ट है अब आपके पास कंपोजीशन है इसे आप अल्फा या बीटा से सब ट्रैक्ट कर एब्सलूट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं इसका समेशन देखें आप अल्फा वैल्यू 36 09 और बीटा वैल्यू18 63 पाएंगे अब आप दोनों को कंपेयर करने पर देखेंगे की बीटा कम है बीटायदि आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है जैसे 10 15 तो आप आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं यदि यह बहुत पास हो तो डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल होता है कुछ केस में इस कारण प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है आप 100 एक्यूरेसी नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि आप देखेंगे की कंपोजीशन कहीं कहीं ओवरलैप हो रहा है कभी कभी यह बहुत पास होता है एक तरह ग्रुप ए और बी मैं अंतर करना मुश्किल है इस केस में दूसरे कैरेक्टर या फीचर लेकर आईडेंटिफाय किया जाएगा इस केस में आप उसी समय कंबाइन कर सकते हैं जब कंपोजीशन में बहुत अंतर हो यदि कम अंतर हो तो आप दूसरे फीचर्स का उपयोग करेंगे इस तरह हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं एक 70 और दूसरे एस्पेक्ट में 70 मिल रहा हो तो आप दोनों को कंबाइन कर लेंगे अब आपको 80 तक मिल सकता है तो यहां दूसरा फीचर फेयर प्रेफरेंस होगा कंपोजीशन में हम केवल एक रेसिड्यू का उपयोग करते हैं की कितनी बारA है D है और कितनी बारD E है इस तरह से किया जाता है किंतु अब प्रश्न यह है की A की आवृत्ति हमेशा ए के पास से रहेगी वाले D की हमेशा E के आगे रहेगी यहां 2 A है यहA C के पहले हैं यदि यहA कुछ और हो जैसेL तो यह C के बाद होगा और यह C A होगा और यहां C Lके बाद होगा तो दूसरा क्वेश्चन है कि A कितनी बार है और A के बाद कितनी बार आता है A कितनी बार C याE के बाद आता है और इसी तरह से इस केस में आप पेयर प्रेफरेंस देंगे क्योंकि आपके पास2 डाय पेप्टाइड्स हैं आप यदि हम इन दो को लें तो हम कह सकते हैं कि यह डाई पेप्टाइड की तरह है और यह दो AC याCA है तो यहां प्रिंफरेंस के लिए अलग अलग तरीके हैं तो यदि आप IJ वेबसाइट देखें तो Nij देख सकते हैं साथ ही आप I कितनी बार आया है J जैकेट पहले या बाद इसी तरह हम 20 रेसिड्यूज का परसेंटेज देखकर अलग अलग फैक्टर के साथ normalizeकर लेंगे जैसे हम कंपोजीशन के लिए करते हैं यहां हमनेNiNj है अर्थात कितने रेसिड्यूज i के साथ और कितनेj के साथ है यहां i के साथ5 औरj के साथ9 हैं तो यहां मैंने Ni Nj कर लिया किंतु यदि आप प्रोबेबिलिटी चाहे तो N iNjलेंगे इस तरह से normalize करने के अलग अलग तरीके हैं किंतु यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरह जो Nij नंबर को महत्व दे रहा है तो यह बता देगा की रेसिड्यू iकितनी बार jके क्लोज है यह रेसिड्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां i औरi1 यहांNi i टाइप के रेसिड्यू का नंबर है Njj टाइप के रेसिड्यू का नंबर है उदाहरण के तौर पर यदि मैं इस इक्वेशन का उपयोग कर रहा हूं यहां पर डाय पेप्टाइड है यदि आपPE के लिए डाय पेप्टाइड प्रेफरेंस देखें तो यहां पर यह कितनी बार है 1 2 यहां कितनी बार P sऔर कितनी बार Es है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 P's and 5 E's is equal to 10 So we get values will be 20 छात्र 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PsऔरEs 10 के बराबर है तो यह वैल्यू 20 होगी इस तरह यदि आप रियल प्रोटीन देखें अब यहां आप नंबर देखेंAA s तो कितनी बार A आया है 1 2 3 4 4 टाइम AA टोटल 17 बाहर है तो यदि आप इसे ले तो आप 1176 वैल्यू प्राप्त करेंगे अब यदि आप देखें की दूसरे केस में 0 है आप 2 क्लासेज ले एक में 0 हो तो दूसरे में आपको कुछ नंबर प्राप्त होगा तो हम यह कह सकते हैं की pair इंपॉर्टेंट है यह अलग अलग क्लास को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए महत्वपूर्ण है इस केस में परफॉर्मेंस बैटर होती है अपेक्षाकृत स्पेसिफिक कंपोजीशन के लिए यहां हम केवल एक रेसिड्यू का प्रेफरेंस एक प्रोटीन के लिए लेते हैं तो इस केस में डाय पेप्टाइड प्रोटीन का प्रेफरेंस ज्यादा सूचना देता है किंतु इसमें मुख्य नुकसान है कि हमारे पास 20 वैल्यू है पर हमें 400 वैल्यू प्राप्त होती है तो यदि आपकी डाटा सीरीज लंबी हो तो यह अच्छा होगा कि हम रेसिड्यू पेयर का नंबर या अमीनो एसिड का नंबर कम कर दे तो हम आज के लेक्चर को दोहराते हैं हमने आज क्या पढ़ा छात्र बहुत सारे फीचर छात्र कंपोजीशन आवृत्ति मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोफोबिसिटी यहां हमने एक उदाहरण दो प्रकार के प्रोटीन A औरB ग्रुप के बीच में अंतर अमीनो एसिड कंपोजीशन के आधार पर देखा बहुत तरह के प्रकार और फीचर का उपयोग प्रोटीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है अगली क्लास में हम हाइड्रोफोबिसिटी के बारे में तथा प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करने के तरीके इसके अलावा प्राइमरी सीक्वेंस और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में उपयोग होने वाली विभिन्न विधियां और फीचर के बारे में समझेंगे थैंक यू